वीक 2 में आपका स्वागत है हर हफ्ते की शुरुआत में मैं अध्याय के परिचय के बारे में बताऊंगा परंतु उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मैं उस सकता हूं कि सीखने योग्य उद्देश्यों के बारे में बताऊंगा इसलिए व्याख्यान को देखते समय आप वास्तव में उन अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो मैंने बताई हैं या उन अवधारणाओं को जो मैंने इस वीडियो के दौरान विस्तार से बताई हैं वे वास्तव में सीखने के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं जब आप सप्ताह के वीडियो देख रहे हों तो आप उन अवधारणाओं पर पूरा ध्यान दे सकते हैं तो इस सप्ताह हम ऑर्गेनिक अणुओं की संरचनाओं का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और हम कंफर्मेशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं तो कंफर्मेशनल एनालिसिस क्या है आंतरिक सिग्मा बॉन्ड के चारों ओर घूमने के कारण एक अणु अंतरिक्ष में जो अलग अलग स्थानिक व्यवस्था अपना सकता है उन्हें कंफर्मेशनस कहा जाता है जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि यह रोटेशन सिग्मा बॉन्ड में संभव है और पाई बॉन्ड में संभव नहीं है और इस रोटेशन का वास्तव में मतलब है कि जब परमाणुओं की स्थानीय व्यवस्था एक जैसी रहती है अणु अपने पूर्ण रूप में कई विभिन्न आकृतियों को अपना सकते हैं जो संरचनाएं केवल अणु के आकार के आधार पर या सिग्मा बांड के रोटेशन के आधार पर भिन्न होती हैं उन्हें हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स या फिर कंफर्मस कह सकते हैं तो यह अध्याय कुछ सरल एल्केन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स और उनके एनर्जेटिक्स पर केंद्रित है ऊर्जा क्यों महत्वपूर्ण है किसी कार्य में प्रयोग होने वाले बल या फिर उसके साथ जुड़ी ऊर्जा की समझ महत्वपूर्ण है क्योंकि अणु की संरचना का उसकी मॉलिक्यूलर विशेषताओं पर विशेष रुप से उसकी प्रतिक्रियात्मकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है इसलिए हालांकि हम इस विशेष अध्याय में केवल साधारण एल्केन या सरलतम फंक्शनल ग्रुप को देखने जा रहे हैं कंफर्मेशन एनालिसिस के इन्हीं सिद्धांतों को अन्य फंक्शनल ग्रुप के लिए विस्तृत किया जा सकता है और उन पर भी इनका प्रयोग किया जा सकता है इसलिए हम विभिन्न प्रकार के आइसोमर्स को देखने जा रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं आपने 'रानी मधुमक्खी और कार्यकर्ता मधुमक्खियों' के बारे में एक मजेदार तथ्य सुना होगा जिस तरह से रानी मधुमक्खी और एक कार्यकर्ता मधुमक्खी एक तरह की इंद्रियों या संकेतों को समझते हैं मैं वास्तव में दो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की तरह हैं उनमें से एक सेकेंडरी एल्कोहल है जबकि दूसरा एक प्राइमरी एल्कोहल है हम विभिन्न अन्य प्रकार के आइसोमर्स जैसे स्टीरियोआइसोमर्स कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स इत्यादि को भी देखने जा रहे हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स जो वास्तव में सिर्फ डायस्टीरियोमर्स हैं इनमें से कुछ के बारे में हम अगले अध्याय में भी विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे लेकिन जिन आइसोमर्स के बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे उन पर ध्यान दें तो मैं कह रहा था कि कंफर्मेशन वास्तव में प्रतिक्रियाशीलता को प्रभावित करता है मैं आपको एक उदाहरण देने जा रहा हूं और अभी आपको ऐसा लग सकता है कि यह वास्तव में समझने में आसान नहीं है लेकिन मैं एक प्रतिक्रिया पर जा रहा हूं यह एक प्रतिक्रिया है जो एपॉक्साइड गठन के बारे में बात करती है एपॉक्साइड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपके पास दो कार्बन और एक ऑक्सीजन की त्रिकोणीय व्यवस्था है ठीक है अब इस एपॉक्सीड गठन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं में से एक है यदि आपके पास एक हेलोहाइड्रिन है हेलोहाइड्रिन का अर्थ यदि आपके पास हैलोजन और उसके आगे हाइड्रिन है यदि मैं इसे बेस के साथ मिलाता हूं तो आप इस मकैनिजम का उपयोग करके एपॉक्साइड का गठन कर सकते हैं अभी हमें मकैनिजम पर नहीं जाना है लेकिन आप बस कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी प्रतिक्रिया होती है अब इस पूरी प्रतिक्रिया की चाल यह है कि आप किसी भी हेलोहाइड्रिन के साथ काम नहीं कर सकते एक हेलोहाइड्रिन ऐसा होना चाहिए जिससे OH और हेलोजन विपरीत दिशा में होने चाहिए तो हमें ट्रांस हेलोहाइड्रिन के साथ काम करना चाहिए हम ट्रांस हेलोहाइड्रिन के साथ काम क्यों करते हैं क्योंकि इस हेलोहाइड्रिन में कंफर्मेशन वास्तव में मायने रखता है तो आप एक कंफर्मेशन चाहते हैं और इस तरह से साइक्लोहेक्सीन का प्रतिनिधित्व किया जाता है जो कि हम इसे अध्याय में देखेंगे आप इस तरह की कन्फर्मेशन चाहते हैं कि यह ऑक्साइड और हैलोजन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत जा रहे हों क्योंकि इस C X बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस ऑक्साइड को कार्बन हैलोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को एंटी बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल में भेजना होगा ठीक है अब यह ऐसा नहीं कर सकता यदि आप इस तरह की कंफर्मेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यह इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं कर सकता है तो ऐसा कैसे संभव है इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन अपने पास के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से डाल सकता है जिससे कि कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूट जाता है अगर मैं इस प्रतिक्रिया को cis हेलोहाइड्रिन के साथ करने की कोशिश करता हूं तो कुछ ऐसा होता है कि दोनों ऑक्सीजन और हैलोजन एक ही स्थान पर जाते हैं मैं इस तरह की कन्फर्मेशन नहीं बना सकता जो दो कंफर्मेशन संभव हैं वे कुछ इस तरह हैं तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग यहाँ जाती है तो इस तरह से यह ऑक्सीजन से बहुत दूर है और वह अपने इलेक्ट्रॉनों को इसमें डालने में सक्षम नहीं है यह एक और अन्य कंफर्मेशन बना सकता है जो इस तरह से है ठीक है मैं इसे यहां बनाने जा रहा हूं फिर से कार्बन हैलोजन बॉन्ड की एंटी बॉन्डिंग यहां कहीं है और यह ऑक्सीजन वास्तव में उस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों को नहीं डाल सकता इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह संरचनाएं जो मैंने यहां बनाई है वे कंफर्मेशनस हैं इस अध्याय में हम साइक्लोहेक्सेन कुर्सी संरचनाओं का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं और आप यह अध्याय करने के बाद इन संरचनाओं को बनाने में सक्षम होंगे मेरा अभी आपको यह दिखाने का पूरा उद्देश्य यह है कि कंफर्मेशन वास्तव में प्रतिक्रियाशीलता को प्रभावित करता है और हम बाद में इन प्रतिक्रियाओं के बारे में आगे पढ़ेंगे लेकिन यह याद रखें कि अणु के प्रतिक्रिया करने के तरीके में कंफर्मेशन एक बड़ी भूमिका निभाता है इसलिए इस सप्ताह के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं सरल एल्केन के न्यूमैन प्रोजेक्शनस को बनाना और उनकी स्टैगर्ड और एक्लिपसड इंटरेक्शन के आधार पर उनकी स्थिरता का आंकलन करना उनके डैश और वेज कुर्सी संरचनाओं से साइक्लोहेक्सेन को बनाना साइक्लोहेक्सेन के दो रूपों को एक दूसरे में बदलना और उनकी स्थिरता का आंकलन करना तो हम साइक्लोहेक्सेन का अधिक स्थिर रूप पहचानने में अणुओं में एक विशेष तापमान पर प्रत्येक कंफर्मेशन का प्रतिशत का पता लगाने और विभिन्न प्रकार के आइसोमर्स की पहचान करने में सक्षम होंगे तो इनमें कांस्टीट्यूशनल और कंफर्मेशनल आइसोमर्स शामिल हो सकते हैं तो आशा करते हैं कि हमारे पास कंफर्मेशनल एनालिसिस सीखने का एक अच्छा सप्ताह है